इस पाठ्यक्रम के सप्ताह 4 में आपका स्वागत है इस सप्ताह में मैं आपको विभिन्न माइक्रोकंट्रोलर बोर्डों के दौरे पर ले जाऊंगी और विशेष रूप से मैं दो बोर्डों के बारे में चर्चा करूंगी एक STM बोर्ड है और दूसरा आर्डुइनो बोर्ड है और मैं आपको यह भी दिखाऊंगी कि आप इन दोनों बोर्डों का विशेष रूप से उपयोग करके प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं साथ ही अन्य डेवलपमेंट बोर्ड भी हैं लेकिन इस पाठ्यक्रम में हम इन दोनों विशिष्ट बोर्डों को ध्यान में रखने का अवसर लेंगे और हम इन दोनों बोर्डों पर आधारित प्रयोगों पर चर्चा करेंगे इस व्याख्यान में जिन अवधारणाओं को शामिल किया जाएगा वे इस प्रकार हैं मैं माइक्रोकंट्रोलर बोर्ड का परिचय दूंगी हम पहले से ही जानते हैं कि एक माइक्रोकंट्रोलर क्या है मैं दो बोर्डों के बारे में चर्चा करूंगी एक STM32F401 बोर्ड है और दूसरा आर्डुइनो UNO है इस पाठ्यक्रम में हमारे द्वारा किए जाने वाले सभी प्रयोग इन दोनों बोर्डों पर आधारित होंगे माइक्रोकंट्रोलर बोर्ड के बारे में बात करते हैं हम इसे माइक्रोकंट्रोलर मेमोरी और अन्य आवश्यक पेरीफेरल IO कॉम्पोनेन्ट युक्त स्टैंडअलोन डेवलपमेंट बोर्ड के रूप में परिभाषित कर सकते हैं इसका उपयोग क्यों किया जाता है इसका उपयोग एम्बेडेड अनुप्रयोगों के तेजी सेडेवलपमेंट के लिए किया जाता है और यह आम तौर पर एक मुद्रित सर्किट बोर्ड पर बनाया जाता है जिसे पीसीबी कहा जाता है जिसमें सभी प्रयोग के लिए आवश्यक घटक होते हैं माइक्रोकंट्रोलर बोर्डों का उपयोग एम्बेडेड अनुप्रयोगों के तेजी से डेवलपमेंट के लिए किया जाता है आजकल हम बहुत सारे एंबेडेड अनुप्रयोग देखते हैं यदि आप एक छोटे से उदाहरण के बारे में सोचते हैं तो मान लो स्मोक डिटेक्टर यह क्या है यह एक प्रणाली है जो धुएं का पता लगाएगी चाहे वह किसी विशेष कमरे या किसी विशेष क्षेत्र के अंदर मौजूद हो उस स्थिति में आपको क्या चाहिए आपको अन्य विभिन्न इनपुट आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है लेकिन अधिक विशेष रूप से आपको एक माइक्रोकंट्रोलर बोर्ड की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से आप सेंसर कनेक्ट करेंगे जो कुछ एनालॉग मानों को पढ़ेगा जो धुएं के रूप में कमरे के अंदर है और यह डिजिटल रूप से कुछ मान में परिवर्तित हो जाएगा और फिर हम कमरे के अंदर धुआं है या नहीं यह पता लगाने के लिए किसी तरह की कार्यवाही करेंगे उस पहचान के आधार पर विभिन्न चीजें की जा सकती हैं एक तो यह है कि एक बजर चालू हो सकता है और फिर आप वास्तव में ध्वनि सुन सकते हैं और कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं माइक्रोकंट्रोलर बोर्ड इतने शक्तिशाली होते हैं कि इसके साथ सभी इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं जिससे कि पूरा सिस्टम बनाने के लिए आप वास्तव में सेंसर बजर आदि के साथ सीधे कनेक्ट कर सकते हैं जब हम इस एम्बेडेड सिस्टम डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं इसमें दो प्रमुख घटक शामिल हैं एक तो डेवलपमेंट बोर्ड है वह हार्डवेयर है जो आवश्यक है और दूसरा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है हम इसे आईडीई कहते हैं जो एक सॉफ्टवेयर है इसलिए जब हम एक सिस्टम को डिजाइन करने के बारे में सोचते हैं तो इन दो चीजों की आवश्यकता होती है हमें एक हार्डवेयर की आवश्यकता है जो एक बोर्ड है लेकिन हम इसे कैसे प्रोग्राम करते हैं हमें कुछ सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है जो इसके साथ जुड़े होने चाहिए जिसके द्वारा हम इसे प्रोग्राम कर सकते हैं हम यह भी देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के आईडीई क्या हैं जिनका उपयोग हम दो बोर्डों के लिए करेंगे अब जब हम एक सिस्टम डिजाइन करने की कोशिश करते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कि हमें किस तरह के डेवलपमेंट बोर्ड का उपयोग करना चाहिए उस संबंध में जो डेवलपमेंट बोर्ड का उपयोग होना है वो निम्नलिखित विशेषताओं पर आधारित है एक बस टाइप है दूसरा प्रोसेसर टाइप है हम किस तरह के प्रोसेसर का उपयोग कर रहे हैं मेमोरी मेमोरी एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पैरामीटर है जो किसी भी डिज़ाइन के लिए आवश्यक है क्योंकि यदि आप एक बहुत बड़े प्रोग्राम को डंप करना चाहते हैं और आपके पास सीमित मेमोरी है तो आपको यह सोचने की ज़रूरत है कि आप इसे कैसे करेंगे तो मेमोरी एक महत्वपूर्ण कारक है जिसे आप डेवलप करते हैं और एम्बेडेड सिस्टम पोर्ट की संख्या और उनके प्रकारों के अनुसार निश्चित करते हैं हमें इनपुट आउटपुट पोर्ट की आवश्यकता है हमें एनालॉग पोर्ट की भी आवश्यकता है हमें यह तय करने की जरूरत है कि उस विशेष बोर्ड में किस तरह के पोर्ट और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट हैं कुछ डेवलपमेंट बोर्डों में हम कुछ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का उपयोग करते हैं लेकिन कुछ कम्पाइलर पहले से ही ऑनलाइन उपलब्ध हैं केवल आवश्यकता यह है कि आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरुरत है क्योंकि आप एक ऑनलाइन कम्पाइलर का उपयोग कर रहे होंगे अपने कोड को डेवलपमेंट बोर्ड में कम्पाइल करने के लिए आपको उस विशेष सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता होती है ये कुछ सामान्य डेवलपमेंट बोर्ड हैं हम जिसका उपयोग कर रहे हैं वह STM32F401 न्यूक्लियो बोर्ड है यह ARM Cortex M4 पर आधारित है और यह 96 केबी SRAM के साथ है इसमें 512 केबी की फ्लैश मेमोरी 84 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड दी गई है एक और बहुत लोकप्रिय बोर्ड आर्डुइनो UNO है जो कि माइक्रोचिप ATmega328P पर आधारित एक ओपन सोर्स माइक्रोकंट्रोलर बोर्ड है इसमें 2 केबी SRAM और 32 केबी फ्लैश है इसमें 1 केबी EEPROM भी है इसमें 16 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक है यदि आप STM बोर्ड और आर्डुइनो UNO की विशेषताएं देखते हैं तो आप स्पष्ट रूप से यह पता लगा सकते हैं कि STM आर्डुइनो की तुलना में बहुत शक्तिशाली है आप देख रहे हैं कि यह किसी प्रकार की मेमोरी के साथ है 2 KB की तुलना में 96 KB 32 KB की तुलना में 512 KB फ्लैश 16 मेगाहर्ट्ज़ की की तुलना में 84 मेगाहर्ट्ज़ का क्लॉक स्पीड अब मुझे आपको एक महत्वपूर्ण बात भी बतानी चाहिए हम जो एप्लिकेशन दिखा रहे हैं वह आर्डुइनो UNO बोर्ड और STM बोर्ड दोनों का उपयोग करके चलाया जा सकता है हम अपने डेवलपमेंट के लिए किसी भी एक बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं लेकिन जब आप एक बहुत बड़े अनुप्रयोग के बारे में सोचते हैं जिसे आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए उच्च मेमोरी की आवश्यकता होती है तो उस स्थिति में एसटीएम बोर्ड को प्राथमिकता दी जाएगी अब समान रूप से शक्तिशाली बोर्ड हैं जिनमें से एक रास्पबेरी पाई 3 मॉडल B है जिसमें क्वाड कोर 12 गीगाहर्ट्ज ब्रॉडकॉम 64 बिट सीपीयू है इसके साथ ही इसमें 1 जीबी रैम वायरलेस लैन ब्लूटूथ ईथरनेट और यूएसबी भी है आप देख सकते हैं कि इसे कंप्यूटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है इसे हाई एन्ड विशेषताएं मिली हैं जिनका उपयोग परिष्कृत अनुप्रयोग डेवलपमेंट के लिए किया जा सकता है हालांकि हम इस विशेष पाठ्यक्रम में रास्पबेरी पाई का उपयोग नहीं करेंगे एक और माइक्रोकंट्रोलर बोर्ड PIC माइक्रोकंट्रोलर बोर्ड है यह उस मॉडल में से एक है जो 16F877A है विशेषताएं इस तरह हैं इसमें 8 से 32 केबी फ्लैश दिया गया है और क्लॉक स्पीड 10 से 80 मेगाहर्ट्ज तक हो सकती है इसलिए जब आप बहुत सरल प्रकार के अनुप्रयोगों के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं तो आप PIC आधारित माइक्रोकंट्रोलर सिस्टम का उपयोग करने के बारे में सोच सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है इस विशेष पाठ्यक्रम में हम आगामी बोर्डों का उपयोग करते हुए अवधारणाओं का वर्णन करेंगे पहला है STM32F401 न्यूक्लियो बोर्ड और दूसरा है आर्डुइनो UNO अब इंटरफेसिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रक्रिया अन्य बोर्डों के लिए काफी समान होगी जैसे कि हम केवल STM बोर्ड और आर्डुइनो UNO के बारे में चर्चा करेंगे यदि आप किसी अन्य बोर्ड को इंटरफ़ेस करना चाहते हैं तो प्रक्रिया बहुत भिन्न नहीं होगी कम से कम एक या दो बोर्डों का उपयोग करके अवधारणा को सीखना जरुरी है जैसे कि आप मूल प्रक्रिया को जानते हैं और इस कोर्स के लिए आपको जो अत्यंत जरुरी सलाह दी जाती है वह यह है कि आप कम से कम दो बोर्ड में से एक खरीद लें और एक्सपेरिमेंट करें हम इस विशेष पाठ्यक्रम में कई हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट से गुजरेंगे आपको आगे बढ़ना चाहिए और इनमें से कम से कम एक बोर्ड खरीदना चाहिए और आप हमारे साथ प्रयोग कर सकते हैं अब मैं STM32F401 न्यूक्लियो डेवलपमेंट बोर्ड के साथ आगे बढ़ूंगी यह वह बोर्ड है जिसका हम उपयोग करेंगे इसमें कुछ डिजिटल पिन कुछ एनालॉग पिन हैं एक पावर है यह यूएसबी कनेक्शन है जिसके माध्यम से आप यूएसबी पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं यह बोर्ड ST माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक नामक कंपनी द्वारा विकसित किया गया है इस विशेष बोर्ड के अंदर एआरएम कोर्टेक्स एम4 सीपीयू है इसमें 512 KB फ्लैश मेमोरी है जो प्रोग्रामेबल है और 96 KB का SRAM है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यह USB कनेक्टर है यहां यूएसबी 20 पोर्ट है यहाँ से अपने पीसी से कनेक्ट करने के लिए आपको इस USB की आवश्यकता होती है अब यह विशेष बोर्ड एमबेड इनेबल है तो हम क्या करते हैं कि हम एक वेबसाइट mbedorg पर जाते हैं मैं आपको इसके लिए सटीक URL दूंगी और वास्तव में हम वहां कोड लिखते हैं और कोड को इस विशेष बोर्ड में डंप करते हैं और फिर आप इन IO पिन के माध्यम से जुड़ते हैं या आप एनालॉग पिन के माध्यम से जुड़ते हैं आप अन्य विभिन्न चीजें कर सकते हैं इस विशेष पाठ्यक्रम में हमने इस ऑनलाइन एमबेड कम्पाइलर का उपयोग किया है IDE को चुनने के लिए एक विस्तृत श्रृंखला है इसलिए आप ARM Keil या GCC आधारित IDE जिसमें IAR शामिल हो का उपयोग कर सकते हैं यह इस बोर्ड का आरेख है एक नीले रंग का बटन है जो यूजर बटन है यह रीसेट बटन है जिसका उपयोग डिवाइस को रीसेट करने के लिए किया जाएगा यहां कनेक्टर है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी टाइप A से मिनी B और एक लाल हरी एलईडी है जब भी आप इस यूएसबी के माध्यम से कोड डंप करेंगे आप देखेंगे कि यह लाल हरी एलईडी चमक जाएगी ये आर्डुइनो कनेक्टर्स हैं और कई अन्य पोर्ट हैं आप इन पोर्ट को देख सकते हैं ये पोर्ट मूल रूप से सिग्नल कनेक्टर हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि इन कनेक्टर्स के अलावा कई अन्य कनेक्टर हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है लेकिन हमारे प्रयोग में हमने इन आर्डुइनो कनेक्टर्स का ज्यादातर उपयोग किया है जैसा कि हम जानते हैं कि कई डिजिटल आईओ पोर्ट हैं पीडब्लूएम या पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इनेबल्ड पोर्ट भी हैं और एनालॉग इनपुट पोर्ट भी हैं डिजिटल I O पोर्ट लाइनों का उपयोग इंटरप्ट इनपुट के रूप में भी किया जा सकता है यह पहले से ही वर्णन किया जा चुका है मैंने आपको पहले ही USB कनेक्टर दिखाया है जिसके माध्यम से आपको या तो डेस्कटॉप या लैपटॉप से कनेक्ट करना है फिर आपको वहां मौजूद आईडी को खोलना होगा और फिर आपको प्रोग्राम लिखना होगा एक बार जब आप आवश्यक ड्राइवर लाइब्रेरी का उपयोग करके C में प्रोग्राम लिखते हैं तो आप ऑनलाइन कंपाइलर का उपयोग कोड कम्पाइल करने के लिए कर सकते हैं एक बार जब आप कोड कम्पाइल कर लेते हैं तो यह विशेष कोड डाउनलोड हो जाता है आप इसे अपने डाउनलोड फ़ोल्डर में देख सकते हैं और फिर आप उस विशेष कोड को कॉपी करके डिवाइस में डाल सकते हैं जो अभी मैंने आपको बताया है मैं आपको उसके दौरे पे ले जाऊंगी लेकिन जब आप इस विशेष एसटीएम बोर्ड का उपयोग कर रहे हैं तो ये निम्नलिखित चरण हैं जिनका पालन करने की आवश्यकता है आइए अब हम आर्डुइनो UNO डेवलपमेंट बोर्ड की ओर बढ़ते हैं यह आर्डुइनो UNO डेवलपमेंट बोर्ड है आप देख सकते हैं कि ये डिजिटल और PWM पोर्ट हैं यह एनालॉग पोर्ट्स हैं यह पावर के लिए है यह माइक्रोकंट्रोलर चिप है आप USB कनेक्टर का इस्तेमाल इसे पावर देने के लिए कर सकते हैं या फिर इसे पावर देने के लिए 9 वोल्ट की बैटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आर्डुइनो UNO डेवलपमेंट बोर्ड ATmega 328 माइक्रोकंट्रोलर पर आधारित है 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन हैं इन पिनों में से प्रत्येक पिन इनपुट पिन के रूप में उपयोग करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है या यह आउटपुट पिन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और 16 एनालॉग इनपुट पिन हैं इसमें 32 KB की फ्लैश मेमोरी है यह 2 KB का SRAM के साथ है इसमें 1 KB का EEPROM है और क्लॉक स्पीड 16 MHz है ये इस आर्डुइनो बोर्ड की कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यह USB पोर्ट है जिसके माध्यम से आप पीसी के USB पोर्ट से कनेक्ट हो सकते हैं यह माइक्रोकंट्रोलर है जो हम उपयोग कर रहे हैं ये एनालॉग पिंस का सेट है ये पावर के लिए है और यदि आप देखते हैं कि ये डिजिटल पिन हैं लेकिन कुछ डिजिटल पिन भी PWM हैं तो हम समय के दौरान इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे कि PWM क्या है आप देख सकते हैं कि एक डीसी पावर जैक भी है जिसके माध्यम से आप इस पूरे बोर्ड को पावर दे सकते हैं जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि कुछ अन्य डेवलपमेंट बोर्ड भी हैं जिनमें से एक रास्पबेरी पाई 3 मॉडल भी है जो बहुत अधिक जटिल है इसमें दो यूएसबी पोर्ट हैं यह नेटवर्क के लिए है ये ऑडियो और वीडियो हैं इसमें एक एचडीएमआई पोर्ट भी है एक माइक्रो यूएसबी पावर प्वाइंट है यह एक डिस्प्ले पोर्ट है आप पीछे की तरफ में माइक्रो एसडी भी लगा सकते हैं यह ब्लूटूथ इनेबल्ड भी है और यह सीपीयू मेमोरी और ये पिन हैं जो पोर्ट के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं PIC बोर्ड में आमतौर पर ये पिन होते हैं और ये कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं यह पोर्ट A है पोर्ट A पिन नंबर 2 से पिन नंबर 7 तक है पोर्ट E पिन नंबर 8 से 10 तक है और ऐसे ही आगे भी प्रत्येक पिन के कुछ फंक्शन हैं और इस विशेष पिन की विभिन्न विशेषताएं हैं यह एक नमूना चित्र है जो PIC 16F877A माइक्रोकंट्रोलर को दिखाता है कि यह आम तौर पर कैसा दिखता है ये पिन हैं जिनके माध्यम से आप कनेक्ट कर सकते हैं और आप C प्रोग्रामिंग कर सकते हैं हम वास्तव में इस व्याख्यान के अंत में आ गए हैं और हमने दो महत्वपूर्ण बोर्डों के बारे में चर्चा की है एक एसटीएम बोर्ड है दूसरा अर्डुइनो यूएनओ है लेकिन हमने भी आपको संक्षिप्त विवरण दिया है कि अन्य बोर्ड कैसा दिखता है बाद के सप्ताह में मैं अधिक विस्तार में एसटीएम बोर्ड पर ध्यान केंद्रित करूंगी धन्यवाद